इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और यह हमारे पिछले व्याख्यान की एक निरंतरता है जिसमें हमने MOSFET को देखा है हमने देखा है कि प्रक्रिया प्रवाह का उपयोग करके कैसे MOSFET को गढ़ा जा सकता है फिर हमने देखा है कि एन्हांसमेंट MOSFET कैसे काम करती है हमने कुछ ट्रान्सफर करेक्टरस्टिक्स को देखा है इस मॉड्यूल में हम डिप्लेशन टाइप MOSFET पर ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के मामले में सोर्स और ड्रेन चैनल के बीच मौजूद नहीं थे अगर मैं कहूँ कि मेरी तर्जनी फिर यह एक सोर्स है और यह एक ड्रेन है फिर चैनल जो यह पेन है वह नहीं था इसका मतलब है चैनल वहाँ नहीं है इसलिए यह चैनल तब उत्पन्न हो सकता है जब हम सोर्स की तुलना में नकारात्मक गेट वोल्टेज लागू करते हैं सोर्स की तुलना में VGS गेट के सोर्स की तुलना में सकारात्मक गेट वोल्टेज सकारात्मक होता है और फिर गेट पर सकारात्मक वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉनों को आधार से आकर्षित किया जाएगा और चैनल का गठन होगा इस चैनल का कर्तव्य गठन जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाते चले जाते हैं VDS के मूल्य के लिए हमारा करंट बढ़ने लगता है लगातार VGS के लिए जब हम VDS बढ़ाते हैं तो यह संतृप्ति क्षेत्र तक पहुंच जाएगा जब यह संतृप्त होने लगता है निरंतर वोल्टेज या VD संतृप्ति इसे पिंच ऑफ एरिया भी कहा जाता है और फिर जब हम अचानक वृद्धि करते रहते हैं तो VDS में लगातार वृद्धि होती रहती है या MOSFET टूट सकता है या ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रवेश करता है या MOSFET प्रभावित हो सकता है और यह नष्ट हो सकता है इसलिए VDS एक मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए हमने यह भी देखा है कि करंट I जो कि ड्रेन करंट है के प्रवाह को देखने के लिए सोर्स वोल्टेज का गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक या बराबर होना चाहिए तो इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि कैसे डिप्लेशन टाइप MOSFET है और आगे हम इसे कैसे संचालित कर सकते हैं और डिप्लेशन टाइप MOSFET का निर्माण क्या है इसलिए यदि आज आप स्क्रीन देखते हैं हम डिप्लेशन टाइप nmos ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे इसका निर्माण और काम करने के साथ साथ इसकी ड्रेन और हस्तांतरण विशेषताएँ हम ड्रेन और हस्तांतरण विशेषताओं को देखेंगे हम निर्माण और केवल डिप्लेशन टाइप MOSFET और एन्हांसमेंट टाइप के काम करने का तरीका देखेंगे तो इस स्लाइड पर करीब से नज़र डालें यह विशेष आंकड़ा यदि आप देखते हैं तो एक सब्सट्रेट है जो SSB है यह आंतरिक रूप से यहां सोर्स से जुड़ा है हम VDS लागू कर रहे हैं जहां सोर्स की तुलना में ड्रेन अधिक सकारात्मक है और फिर अभी इस विशेष स्थिति में गेट सीधे सोर्स से जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि VGS 0 है अब इस स्थिति में आप देख सकते हैं सोर्स यहां है ड्रेन यहां है और सोर्स और ड्रेन के बीच पहले से ही चैनल मौजूद है सोर्स और ड्रेन के बीच पहले से चैनल मौजूद है अभी इसका मतलब है कि जब मेरा VGS 0 वोल्ट है तो मेरा VDS क्या है सोर्स पर ड्रेन माइनस वोल्टेज पर VDS और कुछ नहीं होता है इसलिए अगर मैं VDS बढ़ाता हूं तो मेरा VD बढ़ जाएगा और इसके बाद मेरी आईडी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे पास पहले से ही यह चैनल सोर्स और ड्रेन के बीच मौजूद है इसलिए विशेष स्थिति में जब आपके पास VGS 0 होता है और VDS बढ़ने पर हम ड्रेन करंट में वृद्धि देख सकते हैं लेकिन एन्हांसमेंट टाइप के मामले में जब VGS 0 के बराबर होता है यहां तक कि VDS बढ़ने पर भी हमें कोई भी ड्रेन करंट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सोर्स और ड्रेन के बीच कोई चैनल नहीं था तो अब डिप्लेशन टाइप MOSFET के मामले में हम क्या देखते हैं कि जब हम सोर्स वोल्टेज के लिए कोई गेट नहीं लगाते हैं वोल्टेज 0 है इस मामले में जब हम आवेदन करते हैं तो जब हम VDS बढ़ाते हैं तो हम इसी तरह देख सकते हैं करंट आईडी में वृद्धि कर सकते हैं तो वह क्या है आइए हम अगला एक VDS देखते हैं इसलिए अगर मैं VDS बढ़ाता रहूं तो रिवर्स बायस बढ़ता रहेगा घटने की चौड़ाई बढ़ती रहेगी और चैनल संकरे होते जाएंगे और आईडी स्थिर होती जाती है इसलिए अगर मैं VDS बढ़ाता रहूं फिर चैनल इस तरह संकरा होने लगेगा जिसे आप यहीं पर आकृति से देख सकते हैं और क्योंकि चैनल संकीर्ण हो रहा है क्या होगा डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई डिप्लेशन क्षेत्र की यह चौड़ाई बढ़ रही है अब बीटा इरोज़िन एरिया β Erosion area इस तरह होगा तो चौड़ाई बढ़ रही है डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ रही है अब यदि डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ रही है इसका मतलब है चैनल संकरा होता जा रहा है यदि चैनल संकरा हो जाता है तो मेरी वर्तमान आईडी स्थिर हो जाएगी और इस विशेष मामले में जब VGS 0 है जब मेरी आईडी जो मेरा ड्रेन करंट है जो एक निरंतर मूल्य है तब इसे ID संतृप्ति या IDSS कहा जाता है हालांकि ध्यान दें कि IDSS अधिकतम करंट नहीं है यदि आप VGS 0 बढ़ाते हैं तो हमारे पास अधिक करंट हो सकता है इसलिए ऐसा नहीं है कि आईडी निरंतर आईडी संतृप्ति है इसका मतलब है कि हमारे पास IDSS से अधिक नहीं हो सकता है यह अधिकतम करंट नहीं है जब हम VDS 0 वोल्ट को बढ़ाना शुरू करते हैं तो हमारे पास IDSS से अधिक हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति थी जब हमारे पास VGS 0 वोल्ट के बराबर होता है लेकिन अगर मैं VGS 0 वोल्ट बढ़ाता हूं तो मुझे IDSS में वृद्धि या वर्तमान आईडी में गिरावट दिखाई देगी अब यदि आप सही स्लाइड देखते हैं तो आप क्या देखते हैं यदि VGS 0 से कम है या हम VGS 1 वोल्ट कहते हैं अब क्या होगा इसका मतलब वह VGS गेट नकारात्मक है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनों को नीचे पोस्ट किया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है हमने गेट टर्मिनल पर नकारात्मक लागू किया तो नकारात्मक नकारात्मक प्रतिकर्षण का कारण होगा यह प्रतिकर्षण सब्सट्रेट में इलेक्ट्रॉनों को नीचे धकेलने में प्रभावित करेगा आप देख सकते हैं कि एक सब्सट्रेट है तो इलेक्ट्रॉनों में कमी आएगी इसे इस तरह नीचे धकेला जाएगा और नकारात्मक चार्ज होने के कारण छिद्रों में धनात्मक आवेश होगा जिसे हम जानते हैं तो छिद्रों को ऊपर धकेल दिया जाएगा यह खींचा गया होगा आप देखते हैं कि होल्स ऊपर खींच लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को नीचे धकेल दिया जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉनों का पुनर्संयोजन होगा और एन चैनल में इलेक्ट्रॉनों के छिद्रों के कारण आईडी घट जाती है इसलिए अगर मेरी यह विशेष स्थिति है जहां मेरा VGS 0 से कम है जब मेरा VGS 0 से कम है तो क्या होगा चैनल से मेरे इलेक्ट्रॉनों को नीचे धकेल दिया जाएगा छिद्रों को ऊपर खींच लिया जाएगा और छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों का पुनर्संयोजन होगा और अंततः जो मैं देख रहा हूं वह चैनल में घट रहा है और वर्तमान आईडी भी एक साथ घट जाएगी तो हम एक और शर्त पर विचार करें इस मामले में मेरा VGS 0 वोल्ट है अगर मेरा VGS 0 वोल्ट है तो मान लें कि यह प्लस 1 वोल्ट है आप यहां गेट टर्मिनल पर प्लस देख सकते हैं आपके पास सब्सट्रेट है जो जमीन से जुड़ा है या जमीन से जुड़ा है और आंतरिक रूप से उस सोर्स से भी जुड़ा हुआ है जिसे हम जानते हैं इसलिए यहां अगर मेरे पास गेट है जो सोर्स की तुलना में सकारात्मक है फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा यहाँ इलेक्ट्रॉनों सब्सट्रेट में यह ऊपर खींच लिया जाएगा यह पहले से ही एन चैनल है एन चैनल यहाँ है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह एन चैनलों के भीतर इलेक्ट्रॉन है यह सोर्स और ड्रेन के बीच एक चैनल बनाता है यह आपकी ऑक्साइड परत SiO2 गेट ऑक्साइड की पतली परत है जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं हम गेट ऑक्साइड कैसे बढ़ा सकते हैं थर्मल ऑक्सीकरण का उपयोग करके हम बढ़ते हुए गेट ऑक्साइड जा सकते हैं अब यदि मैं सब्सट्रेट के संबंध में सकारात्मक लागू करता हूं तब फिर क्या होगा इलेक्ट्रॉन पी सब्सट्रेट से अल्पसंख्यक वाहकों को खींच लिया जाएगा और चैनल में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे चैनल में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे जो आईडी को तेजी से बढ़ाने का कारण बनेंगे देखें कि हमें केवल सकारात्मक लागू इलेक्ट्रॉन को समझना होगा आकर्षित किया जाएगा नकारात्मक आवेदन इलेक्ट्रॉन को नीचे धकेल दिया जाएगा यदि इलेक्ट्रॉनों को नीचे धकेल दिया जाता है तो चैनल संकुचित हो जाएगा और मेरी आईडी कम हो जाएगी अगर मेरे इलेक्ट्रॉनों को ऊपर धकेल दिया जाए तो मैं अपनी आईडी बढ़ा सकता हूं डिप्लेशन टाइप MOSFET इसका गठन करता है तो इस मामले में अगर मैं डिप्लेशन टाइप MOSFET के लिए एक ट्रान्सफर ट्रान्सफर करेक्टरस्टिक्स को आकर्षित करना चाहता हूं तो मैं इसे कैसे आकर्षित कर सकता हूं अब आप यहाँ देखते हैं VGS 0 वोल्ट पर मेरे पास पहले से ही एक बढ़ता हुआ VDS है VDS बढ़ने पर मैं ID में वृद्धि देखूँगा जैसा कि आप यहाँ देखते हैं कि हम VGS को 0 वोल्ट के बराबर मानते हैं इसका मतलब है हमें इस लाइन पर विचार करना होगा और आप यहां देखेंगे कि VGS के 0 वोल्ट होने पर पहले से ही प्रवाहित होने वाली स्थिति है इसलिए अगर मेरे पास 0 वोल्ट से कम VGS है तो इस मामले में मेरा करंट कम होने लगेगा जैसा कि आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि संतृप्ति IDSS जल्दी पहुंच रहा है और VGS 6 वोल्ट पर आप देख सकते हैं कि यह लगभग कॉल है लेकिन अगर मैं VGS 0 वोल्ट बढ़ाता हूं तो क्या होगा अगर मैं VGS 0 वोल्ट की तरह बढ़ाता हूं जैसे हमने चर्चा की हम करंट में अभी भी वृद्धि देख सकते हैं आईडी अभी भी बढ़ रही है इसका अर्थ है मेरा IDSS अधिकतम करंट नहीं है मेरा IDSS अधिकतम करंट नहीं है क्योंकि यदि मैं अपना VDS 0 वोल्ट बढ़ाता हूं तो मैं अभी भी देख सकता हूं कि वर्तमान आईडी बढ़ रही है तो हम यहां क्या देखते हैं ड्रेन की विशेषताएँ आईडी बनाम VDS है यहां आईडी बनाम VDS जबकि ट्रांसफर विशेषताओं को निर्धारित VDS के लिए आईडी बनाम VGS होगा तय VD के लिए तो हम हस्तांतरण विशेषताओं को आकर्षित करते हैं अब इस मामले में मैं क्या करूंगा मैं एक एक्स और वाई आकर्षित करूंगा x y प्लॉट इस तरह और मैं क्या करूंगा मैं अपना मान नीचे लिखूंगा यदि यह 0 वोल्ट है यह 1 है और फिर इसी दिशा में है VGS इधर क्या है यहाँ आईडी तो मैं क्या लिखूंगा 6 5 4 तक 1 क्योंकि मैंने समान वोल्टेज लागू किया है मैंने इस प्लॉट में समान VGS लागू किया है तो आप इन सभी वोल्टेज को देख रहे हैं जो हम यहां एक्स अक्ष में लिख रहे हैं अब आप देखें कि हमें क्या करना है हमें करना है हमें सिर्फ आकर्षित करना है क्योंकि यह आईडी है तो आप प्राप्त करें और यह भी आईडी है तो हमें क्या करना था हमें इस आईडी मानों को इस तरह से जोड़ना है इस तरह इस तरह से अब हमें क्या करना है हमें देखना है VDS स्थिरांक के लिए करंट के लिए यहाँ क्या मान है बता दें कि VDS स्थिर है अब हम विचार करें 6 6 के लिए करंट 0 है तो मेरे पास 0 होगा 5 होगा 5 के लिए मेरा करंट 1 है तो मैं एक स्टार यहाँ डालूँगा फिर 2 फिर 3 तो मान लें कि करंट में 4 अधिक करंट है फिर भी 0 के लिए उच्चतर है 1 के लिए मैं यहां देख सकता हूं कि मेरा करंट यहां कहीं है और बता दें कि यह मान 8 और 8 मिलीमीटर है फिर जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि मेरे पास इस अक्ष पर बिंदु हैं बस समझ से विशेष रूप से VGS मूल्य के लिए वर्तमान मूल्य क्या है तो यहाँ मेरा प्लॉट ID बनाम VGS है तो फिर से मैं ट्रांसफर विशेषताओं को आकर्षित कर सकता हूं अगर मेरे पास है या अगर मुझे ड्रेन की विशेषताओं का पता है जो आईडी बनाम VDS है अगर हम जानते हैं तो यह क्या है आईडी बनाम VDS के लिए प्लॉट VGS के विभिन्न मूल्य के लिए कैसा दिखता है यह आईडी बनाम VGS प्लॉट करना बहुत आसान है

अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे प्लॉट आईडी बनाम VDS पता है तो यह VGS के विभिन्न मूल्य के लिए कैसा दिखता है VDS के लिए अलग अलग मान हैं फिर उसी VDS के लिए ID बनाम VGS को प्लॉट करना बेहद आसान है उसी VDS के लिए तो अब अगर मुझे कोई समस्या है जिसे आप यहां देख सकते हैं यहां समस्या कंडक्शन रीजन में है कंडक्शन रीजन में धारा की दर एक डिप्लेशन टाइप MOSFET की वर्तमान दर डिप्लेशन टाइप MOSFET की वर्तमान दर एन्हांसमेंट टाइप MOSFET की तुलना में धीमी है यहाँ क्या लिखा है लिखित वाक्य यह है कि कंडक्शन रीजन में एक डिप्लेशन या डिप्लेशन टाइप MOSFET की वर्तमान दर एन्हांसमेंट टाइप MOSFET में वर्तमान दर की तुलना में धीमी है क्या यह कथन सही या गलत है जो एक प्रश्न है इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि कथन सही है या गलत बयान है अगर मैं अपने MOSFET का उपयोग करता हूं तो 1 मेरी कमी MOSFET है 1 मेरी एन्हांसमेंट MOSFET है और यह क्या कहता है कि कंडक्शन रीजन ट्रायोड में कंडक्शन रीजन में धारा के परिवर्तन की मेरी दर जो कि मेरी पहचान है मेरी परिवर्तन दर है इसलिए d d करंट के परिवर्तन की दर धीमी है जब मैं एन्हांसमेंट का उपयोग करता हूं तो मैं तुलना में कमी का उपयोग करता हूं क्या यह सच है या यह गलत है तो हम इसे हल करते हैं अब हम सभी जानते हैं कि MOSFET को कम करने के लिए आईडी फार्मूला कुछ भी नहीं है लेकिन आईडी आईडी SS 1 VGS VP 2 और अगर मुझे एनहांसमेंट टाइप MOSFET को समझना है तो मेरी वर्तमान फॉर्मूला आईडी होगी आईडी के 2 हम इस एक की व्युत्पत्ति देखेंगे बाकी आपको अपने आप से करने की कोशिश करनी होगी तो एक बार मुझे एक बार सूत्र पता है आईडी आईडी SS 1 VGS VP 2 तथा आईडी 2 फिर यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ मेरा कॉन्स्टेंट IDSS है और VP यहाँ मेरा कॉन्स्टेंट K और VT है क्योंकि यहां IDSS स्थिर है हमें पता है यहां पिंच ऑफ वोल्टेज स्थिर है हमें पता है यहाँ K कॉन्स्टेंट है हम इसे जानते हैं यहां थ्रेसहोल्ड वोल्टेज स्थिर है हम इसे जानते हैं इसलिए इस मामले में अगर मैं व्युत्पत्ति करता हूं क्योंकि मैं परिवर्तन की दर को देखना चाहता हूं इसीलिए मुझे व्युत्पत्ति करनी पड़ी तो आईडी इस विशेष समीकरण समीकरण 1 मान लें कि यह समीकरण संख्या 2 है इसलिए हम 1 से प्राप्त कर रहे हैं तो 1 यदि आप आगे देखते हैं आईडी आईडी पर आगे dID dVGS का अधिकार दिखता है आईडी SS स्थिर है dID dVGS 1 VGS Vp 2 तो आइए हम इस पक्ष को पहले देखें पहले लेफ्ट ओर तो आइए हम यहाँ मान लेते हैं 1 VGS VP S उस स्थिति में dID dVGS 2IDSS dS dVGS क्योंकि d2S d VGS S2 के कारण हमने इस मूल्य पर विचार किया है 1 VGS VP S तो हमारे पास dS2 dVGS हो सकता है जो 2S dS dVGS के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है और फिर हमारे पास आपका IDSS है हमारे पास आपका आईडी SS है 2 बार जब आपके पास S2 की यह व्युत्पत्ति होती है 2S dID dVGS तो यह केवल एक सरल व्युत्पत्ति है जिसके द्वारा हम यह सूत्र प्राप्त कर सकते हैं जो आपके सामने सही है लेकिन कुछ भी नहीं है dID dVGS 2S IDSS dS dVGS तो इस सूत्र के साथ यदि मैं S के मान को प्रतिस्थापित करता हूं जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन 1 VGS V p इसलिए यदि मैं यहाँ S का मूल्य प्रतिस्थापित करता हूं 1 VGS V p फिर मुझे यह विशेष सूत्र मिलता है इसलिए अगर मैं आगे 2 ID 1 VGS Vp को समझता हूं अब 1 की व्युत्पत्ति 0 है और मेरी dVGS dVGS Vp 1 Vp होगा इसलिए यदि मैं इस समीकरण को हल करता हूं तो मेरे पास क्या है dID dVGS 2IDSS अब आप इन दोनों को गुणा करें या आपको VP 2 VGS VP अब यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है हम जानते हैं कि IDSS कॉन्स्टेंट है और Vp कॉन्स्टेंट है हम जानते हैं तो हम निरंतर मान डालते हैं तो यह मुख्य सेट यह विशेष मूल्य कॉन्स्टेंट है 2 कॉन्स्टेंट है IDSS Vp 2 कॉन्स्टेंट होगा VGS Vp Vp फिर से कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं C को एक कॉन्स्टेंट के रूप में लिखूंगा जो फिर से एक कॉन्स्टेंट है इसलिए कमी क्षेत्र के लिए मेरा समीकरण है यह मेरा समीकरण है किस लिए डिप्लेशन टाइप MOSFET और कंडक्शन रीजन में 2 करंट के परिवर्तन के लिए अब मुझे यह देखना था कि एन्हांसमेंट टाइप MOSFET में करंट या करंट परिवर्तन की दर कैसे होती है मैं यह देखूंगा कि कैसे MOSFET में वृद्धि से करंट का परिवर्तन होता है तो आइए स्लाइड के दाईं ओर पर विचार करें और दूसरा हाफ समीकरण 2 है इसलिए अब हम इस विशेष पक्ष पर विचार करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो अब हम जानते हैं कि एन्हांसमेंट टाइप MOSFET आपकी वर्तमान आईडी K गुणा V G S माइनस V T है यहाँ K कॉन्स्टेंट है और VT कॉन्स्टेंट है इसलिए यदि मैं व्युत्पन्न शुरू करता हूं मेरे dID dVGS K d dVGS 2 अब अगर मुझे लगता है VGS VT M तब मेरे पास होगा dID dVGS 2 KM dm dVGS फिर से जो समान है जो हमारे पास है dm2 dVGS 2mdm dVGS यह वही है जो हमने यहां लिखा है K वहाँ है हमने K को भी प्रतिस्थापित किया है अब एक बार मेरे पास यह है मैं फिर से m का मूल्य बदल दूंगा इसलिए जब मैं m का मूल्य प्रतिस्थापित करता हूं तो मेरे पास 2K होगा m क्या है VGS VT इसलिए 2K d dVGS जब मैं इसे हल करता हूं मुझे मिलेगा 2K अभी d dVGS 1 0 यहाँ मेरा मूल्य कुछ और नहीं बल्कि कॉन्स्टेंट है तो यह निरंतर की तरह कॉन्स्टेंट रहेगा इसे कॉन्स्टेंट की तरह लिखा जाता है क्योंकि K कॉन्स्टेंट है 2 कॉन्स्टेंट है VGS VT VT कॉन्स्टेंट है तो मेरे पास मूल्य है dID dVGS C यही मैंने निकाला है यह एन्हांसमेंट टाइप के लिए है यह डिप्लेशन टाइप MOSFET के लिए है तो मुझे क्या लगता है कि कंडक्शन रीजन में डिप्लेशन समय MOSFET की वर्तमान दर एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के बराबर है इस प्रकार कंडक्शन रीजन में MOSFET की कमी समय की वर्तमान दर धीमी नहीं है बल्कि इसके प्रवाहकत्त्व के बराबर है एन्हांसमेंट टाइप MOSFET में परिवर्तन की वर्तमान दर इसलिए यह कथन गलत है इस प्रकार हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या गिरावट के प्रकार में करंट के परिवर्तन की दर है MOSFET एन्हांसमेंट टाइप MOSFET में वर्तमान के परिवर्तन की दर से अलग है इसलिए यदि मैं विशेषताओं को देखता हूं तो बस एक बार फिर से आपकी मदद करना है आप समझ सकते हैं V D saturation VGS VT आप बस इस प्लॉट को समझें आईडी आप लगभग एक सीधी रेखा देख सकते हैं और फिर वक्र झुकता है क्योंकि चैनल प्रतिरोध VDS के साथ बढ़ता है यह आपका कुछ नहीं बल्कि VDS संतृप्ति है जो यहाँ है यह क्षेत्र आपका ट्रायोड क्षेत्र है एक बार जब आप करंट संतृप्त कर लेते हैं क्योंकि चैनल बंद हो जाता है तो यह वोल्टेज बंद है और यहाँ संतृप्ति क्षेत्र VDS VGS VT में है इसलिए अगर मैं इस विशेष प्लॉट को देखता हूं लेकिन मुझे लगता है कि एक सोर्स है एक चैनल है एक ड्रेन है यहाँ एक ड्रेन है यहाँ एक सोर्स है और आवेश का निर्माण होता है वेग और कुछ नहीं है dx dt यह मेरा एक्स है मेरा x वेग dx dt है E dvdx जहां यह मेरा वोल्टेज v है यह एक है और यह मेरा DV होगा इसलिए यदि मैं वोल्टेज प्लॉट आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे यह देखना है कि चैनल कैसे बनता है मुझे वेग मिल सकता है मैं चार्ज देख सकता हूं मैं देख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फाइल क्या है और यह कि हम एक MOSFET की ID बनाम VDS विशेषताओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप फिर से एन्हांसमेंट टाइप MOSFET का प्रतीक देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि डिप्लेशन टाइप n चैनल MOSFET जेनेरिक और सामान्य m MOSFET लेकिन आप यहां और आप एन्हांसमेंट टाइप देखते हैं कि ड्रेन और सोर्स के बीच एक विराम है और इसका कारण यह है कि MOSFET की शुरुआत में कोई चैनल नहीं है जब आप MOSFET एन्हांसमेंट टाइप लेते हैं तो कोई चैनल नहीं होता है लेकिन डिप्लेशन टाइप के मामले में चैनल का निर्माण होता है और शुरुआत में और इसलिए हम इस विशेष लाइन को देख सकते हैं इसलिए हम एक और उदाहरण देते हैं और फिर हम इस विशेष मॉड्यूल को समाप्त करेंगे और हम एक ही व्याख्यान के अगले मॉड्यूल में जारी रखेंगे इसलिए यदि आपको दिया जाता है तो VT निर्धारित करें कि K के कुछ मूल्य के लिए थ्रेसहोल्ड वोल्टेज है कुछ मूल्य पर VGS के साथ कुछ मूल्य के लिए आईडी तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि VGS अपने 4 वोल्ट पर आईडी अपने 35 मिलीमीटर पर इसका मतलब है यह और कुछ नहीं है लेकिन मेरी एन्हांसमेंट टाइप MOSFET है एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के लिए ट्रायोड क्षेत्र के लिए मैं ट्रायोड क्षेत्र के लिए समीकरण जानता हूं ID 2K VD VDS 22 यह ट्रायोड क्षेत्र के लिए मेरा समीकरण है संतृप्ति क्षेत्र के लिए मुझे पता है VDS VGS VT तो मैं VDS के इस मूल्य को इस विशेष समीकरण में स्थानापन्न कर दूंगा मेरे पास क्या होगा 2 को 1 में प्रतिस्थापित करना और ID K 2 अब मेरे पास पहले से ही आईडी है आईडी क्या है 35 मिलीमीटर यह पहले से ही यहाँ दिया गया है मेरे पास VGS वोल्ट है VT मैं इसे ढूंढता हूं K को भी दिया जाता है 04 10 3a V2 यह सब कुछ दिया गया है इसलिए यदि मैं मूल्य को प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे जो भी मिल रहा है वह इस मूल्य के 35 के बराबर है तो मेरे पास यह विशेष समीकरण होगा इसलिए यह विशेष मूल्य मैं इसे यहां डालूंगा और मैं इसे हल करूंगा तो मेरे पास होगा 875 V2 2 तो 295 4 VT तो हम वर्गमूल ले कर हो सकते हैं इस के वर्गमूल लेने से विशेष समीकरण अगर मैं इस विशेष समीकरण का वर्गमूल लेता हूं तब फिर क्या होगा मेरे पास था 295 4 V VT तब मेरे पास VT 105 वोल्ट है इसलिए अगर मुझे पता है कि मेरे पास किस तरह का MOSFET है तो मैं VT का पता लगा सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि संतृप्ति क्षेत्र में VDS VGS VT तो यह इस विशेष मॉड्यूल के लिए अंतिम स्लाइड है और हम अगले मॉड्यूल में जारी रखेंगे और MOSFET के आगे के अनुप्रयोग को देखेंगे इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि डिप्लेशन MOSFET क्या है आप जल्दी से समझ गए कि ड्रेन की विशेषताएँ क्या हैं हमने एक उदाहरण देखा है कि क्या कंडक्शन रीजन में धारा के परिवर्तन की दर में परिवर्तन प्रकार और एन्हांसमेंट टाइप समान है या भिन्न है हमने पाया कि दोनों समान हैं फिर हमने थ्रेसहोल्ड वोल्टेज को निर्धारित करने का एक उदाहरण देखा है तो अगली स्लाइड्स में अगले मॉड्यूल में हम क्या देख रहे होंगे हम वोल्टेज विशेषताओं के लिए MOSFET वर्तमान की व्युत्पत्ति को देखेंगे वोल्टेज विशेषताओं के लिए MOSFET करंट की व्युत्पत्ति हम जल्दी से देखेंगे चैनल लंबाई मॉड्यूलेशन क्या है और फिर हम इस MOSFET के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका वर्तमान दर्पण है तो तब तक आप केवल व्याख्यान के माध्यम से जायें इसे एक बार फिर से पढ़ें कि कैसे एन्हांसमेंट टाइप MOSFET की तुलना में डिप्लेशन MOSFET का उपयोग किया जा सकता है आवेदन वृद्धि के प्रकार में बहुत सरल है कोई चैनल नहीं है डिप्लेशन टाइप में एक चैनल है जब कोई चैनल नहीं है अगर मैं इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना चाहता हूं मुझे पॉजिटिव गेट लगाना है इसीलिए गेट पॉजिटिव है इसका मतलब है जब मैं VGS बढ़ाता हूं तो मेरा करंट बढ़ने लगेगा इस मामले में लेकिन पहले से ही चैनल है इसलिए यहां तक कि VGS 0 में भी कमी है जो सोर्स और ड्रेन के बीच एक चैनल है तो VGS 0 अभी भी मुझे कुछ वर्तमान आईडी दिखाई देती है और अगर मैं इस VGS को कम करता हूं तो मुझे वर्तमान आईडी में कमी दिखाई देगी लेकिन अगर मैं VGS बढ़ाता हूं तो यह आईडी SS से अधिक हो सकता है क्योंकि आईडी SS अधिकतम करंट नहीं है तो ये बहुत सी बातें अब तक हम समझ चुके हैं अब देखते हैं हम अगली कक्षा में क्या सीख सकते हैं तो मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा तब तक तुम ध्यान रखना